नमस्ते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले व्याख्यान के बाद मैंने अपने एक छात्र के साथ चर्चा की थी और उन्हें एक शिकायत थी उसने कहा था कि TW थ्रस्ट वेट अनुपात पर बहुत सारी चीजों पर चर्चा हो रही है लेकिन हमारे हैंगर में हमारे पास जो हवाई जहाज हैं वो प्रोपेलर हैं और हम पावर रेटिंग के माध्यम से प्रोपेलर संचालित IC इंजन चालित प्रोपेलर इंजन में बेंचमार्क को चिह्नित करने का प्रयास करते हैं हम एक प्रोपेलर चालित विमान के लिए थ्रस्ट के बारे में बात नहीं करते हैं एक जेट के लिए हम निश्चित रूप से थ्रस्ट के बारे में बात करते हैं इसे कैसे संभालना है जब मैं अपने आप से यही सवाल करता हूं तो मैं यह भी समझता हूं कि जब भी आप मोशन के बारे में बात करते हैं तो हम F बराबर m a कि तरफ जाते हैं इसलिए यदि आप एक्सेलेरेट होना चाहते हैं यदि आप किसी दिए गए द्रव्यमान को एक्सेलेरेट करना चाहते हैं तो आपको एक फोर्स की आवश्यकता है तो थ्रस्ट हमारे बहुत निकट है क्योंकि यह एक फोर्स है हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा लेकिन जब एक इंजन पावर से संबंधित होता है तो यह इतना सीधा नहीं होता है इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस पहलू पर कुछ चर्चा करूंगा और एक समानता लाने की कोशिश करूंगा क्योंकि आखिरकार अगर किसी को एक्सेलेरेट होना है तो उसे एक्सेलेरेट किया जा सकता है अगर उस पर बाहरी फोर्स लगाया जाए इससे पहले कि मैं यह करूं ज़रा देखते कि हम किस तरह से थ्रस्ट और वेट के अनुपात के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम उन चीजों पर चर्चा क्यों कर रहे हैं यदि हम याद करते हैं हम सहमत हुए हैं कि यह मूल उड़ान पाथ या बुनियादी मैन्यूवर है जो एक हवाई जहाज करेगा जो की है वॉर्म अप टेकऑफ़ क्लाइंब क्रूस फिर नीचे उतरना और लैंडिंग अगर में यहां 0 से 1 देखता हूं जो की वॉर्म अप और टेकऑफ़ है जब आप कहते हैं कि आपको टेकऑफ़ करने की ज़रूरत है तो आपको एक टेकऑफ़ गति चाहिए जिस पर आप विमान को वांछित एंगल ऑफ अटैक या वांछित CL CLmax के करीब रख सकें और फिर यह उड़ने में सक्षम होना चाहिए तो मैं कहता हूं कि वी लिफ्ट ऑफ 𝑉LO जो आमतौर पर हम Vstall के 12 से 13 गुणा लिख सकते हैं अब वैसे भी यह सवाल उठता है कि मैं U को 0 के बराबर से शुरू करते हुए V तक जो कि VLO के बराबर है तक ले जा रहा हूं एक निश्चित दूरी में इसलिए एक ऑपरेटर के रूप में या एक डिजाइनर के रूप में मुझे इस दूरी की आवश्यकता होगी ताकि मैं यह सुनिश्चित कर सकूं की विमान निर्दिष्ट दूरी के भीतर 𝑉LO को प्राप्त कर सके और यह एक चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि आपके पास ऑपरेशन के खिलाफ जाने वाली बहुत बड़ी टेकऑफ़ दूरी नहीं हो सकती है क्योंकि आपको फिर बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होगी अब कक्षा दसवीं और ग्यारहवी ज्ञान पर भी अगर मैं लिखता हूं कि यह हवाई जहाज जमीन पर एक्सेलेरेट हो रहा है और यहां थ्रस्ट है और यहां एक ड्रैग है यहां लिफ्ट हो सकती है और वेट है और यहां एक रिएक्शन R है यह आपके लिए बहुत सरल है तो हमें थ्रस्ट को क्या लिखना चाहिए जो एक्सेलरेशन का कारण बन रहा है और ड्रैग जो कि डीएक्सेलरेशन का कारण बन रहा है या उसे घर्षण फोर्स कह सकते हैं क्योंकि यह सज्जन जब आगे बढ़ने की कोशिश करते है जिससे घर्षण फोर्स पैदा होता है यह इस विमान पर कुल फोर्स है जिससे एक्सेलरेशन होगा मैं इसे ma के बराबर लिख सकता हूं क्योंकि मैं यह मान रहा हूं कि द्रव्यमान में परिवर्तन नगण्य है और मैं थोड़ी सी आजादी लेता हूं और कहता हूं की a औसत एक्सेलरेशन है मुझे एक डिजाइनर के प्रारंभिक चरण के रूप में ऐसा करने की अनुमति दें हम जानते हैं कि यह एक्सेलरेशन स्थिर नहीं होने वाली है क्योंकि गति बढ़ने के साथ यह ड्रैग बदलता चला जाएगा क्योंकि ड्रैग है D 12V2S CDO KCL2 भले ही मैं कहता हूं कि लिफ्ट पहले सन्निकटन के रूप में उतनी नहीं है लेकिन मुझे पता है कि ड्रैग गति के वर्ग के लिए सीधे आनुपातिक है तो स्वाभाविक रूप से एक्सेलरेशन भी बदलता रहेगा लेकिन मैं एक डिजाइनर के रूप में प्रारंभिक डिजाइन चरण में हूं मैं औसत एक्सेलरेशन लूंगा और फिर अगर मैं देखता हूं TW DW FfW ag इसलिए यदि मैं एक मूल्यांकन प्राप्त करना चाहता हूं तो न्यूनतम TW की आवश्यकता क्या है वह TW न्यूनतम मैं आसानी से पता लगा सकता हूं यहाँ उस डिजाइनर की चालाकि क्या है वह कहता हैं कि ओके ड्रैग थ्रस्ट और घर्षण फोर्स की तुलना में बड़ा नहीं है ओके मैं इसे नजरअंदाज कर रहा हूं इसलिए यह आनुपातिक होगा आनुपातिक एक्सेलरेशन देगा जो कि a बटा g है और आप जानते हैं कि इस s दूरी के भीतर यदि मै a को औसत एक्सेलरेशन मानता हूं तो मैं a का पता लगा सकता हूं 𝑉2 − 𝑈2 2𝑎𝑠 इसलिए a V22s इसलिए यदि मैं यह डिजाइन करना चाहता हूं कि हवाई जहाज को एक निर्धारित दूरी s के भीतर टेकऑफ करना होगा तो मुझे पता है कि इसके द्वारा दी गई एयरोडायनामिक स्थिति में 𝑉LO क्या होगा इसलिए मैं आसानी से पता लगा सकता हूं कि कितने न्यूनतम TW की आवश्यकता होगी क्या यह हिस्सा स्पष्ट है मान लीजिए 𝑉LO सेसना प्रकार के हवाई जहाज के लिए हैं तो यह 30 मीटर प्रति सेकंड हो सकता है इसलिए a 3022 300 15 तो आप जानते हैं कि TW अब मोटे तौर पर 15 10 या 98 होगा तो आप यहां से जानते हैं इस s के मिशन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक TW क्या है बेशक क्योंकि ड्रेग और यह 0 नहीं होगा इसलिए आप इसे बेहतर कर सकते हैं आप उन मूल्यों को भी जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको एक अनुमान मिल सकता है कि क्या आवश्यक है तो यह TW का सार था क्लाइंब के लिए कैसे डिजाइनर के रूप में हमें यह विचार मिला इन सब पर में चर्चा कर रहा हूं कृपया एक डिजाइनर के लिए समझें यदि आपकी विचार प्रक्रिया सही है जो भौतिक विज्ञान के नियम पर आधारित है तो आप बहुत अधिक गलतियां नहीं करते हैं फिर भी डिजाइनर गलतियों का सामना करते हैं लेकिन अगर आप एक डिजाइनर के रूप में अपने मूल में मजबूत हैं तो आपको लगता है कि आपको उन सभी गलतियों को संभालने के लिए पर्याप्त तर्क मिल गए हैं इसलिए इससे पहले कि हम डिजाइन सीखें मैं इसे अधिक महत्व देता हूं एक क्लाइंब के लिए हम जानते हैं 𝑇 𝐷 𝑊𝑠𝑖𝑛γ 𝑚𝑎 एक स्थिर क्लाइंब के लिए हम मानते हैं कि a 0 है लेकिन अगर आप एक्सेलेरेटिड गति से क्लाइंब करना चाहते हैं तो आप जानते हैं TW 1CLCD sinγ क्योंकि m W g होगा तो एक डिजाइनर के रूप में इसका CLCD 15 या 13 है तो मैं 15 लूंगा चलिए मानते हैं कि मैं 10 डिग्री के कोण पर क्लाइंब करना चाहता हूं इसलिए मैं यहां sin 10 लिखता हूं और आप किस प्रकार का एक्सेलरेशन चाहते हैं आप वह संख्या ले और 98 से भाग कर दें इसलिए यदि आप 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग चाहते हैं तो हम कहते हैं कि 5 98 होगा तो आपको क्लाइंब के दौरान आवश्यक TW का विशिष्ट मूल्य मिल जाएगा लेकिन आप यह भी समझे कि जैसे जैसे मैं ऊंचे ऊंचे क्लाइंब करता जा रहा हूं मेरा थ्रस्ट ऊंचाई के प्रभाव के कारण बदलता जाएगा और प्रोपेलर संचालित के लिए डायनामिक थ्रस्ट के कारण भी यह बदल जाएगा उन सभी कार्यों को आपको शामिल करना होगा इसके अलावा आप जानते हैं कि W बदल जाएगा और ईंधन बदल रहा है लेकिन जब मैं पहली क्लाइंब के बारे में बात कर रहा हूं तो यह लगभग 1500 फीट तक हो सकता है या बड़े हवाई जहाज के लिए 1500 मीटर हो सकता है इसलिए वे विवरण के मामले सही हैं लेकिन इससे आपको पता चलता है कि यह TW क्या है जिस पर हम बात कर रहे हैं और हम इसपर इतना समय क्यों खर्च कर रहे हैं फिर यहां क्रूज़ के लिए हम जानते हैं कि T थ्रस्ट के बराबर है जो कि ड्रैग के बराबर है और लिफ्ट वेट के बराबर है तो TW है TW 1CLCD इसलिए अगर मैं एक सर्वश्रेष्ठ CLCD पर क्रूज़ कर रहा हूं जो कि CLCDmax है ताकि आवश्यक थ्रस्ट कम से कम हो तो आपका CL तय है CL CDOK लेकिन मुद्दा यह है कि आपका विमान तैयार नहीं है आप नहीं जानते कि एस्पेक्ट रेशो का मूल्य क्या है विंग को अंतिम रूप नहीं दिया गया है आमतौर पर विमान के लिए आप पाएंगे 𝐶DO 0021 है बेहतर विमान के लिए 0018 0017 होगा और K के लिए क्योंकि सबसोनिक है मैं लिख सकता हूं K 1eAR pi एस्पेक्ट रेशो गुणा e यह एक बुरा विकल्प नहीं है यदि आप एस्पेक्ट रेशो 8 लेते हैं और e 07 के बराबर एक बुरा विकल्प नहीं है तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि आपको किस CL पर उड़ान भरने की जरूरत है ताकि आपको CLCDmax मिल जाए और आपको पता है कि न्यूनतम आवश्यक थ्रस्ट कितना है अगर मैं यहाँ न्यूनतम आवश्यक थ्रस्ट पर उड़ना चाहता हूँ फिर मुझे ऐसे उड़ना होगा कि किसी दी गई ऊंचाई पर CLCD अधिकतम हो एक जेट संचालित हवाई जहाज की लंबी दूरी के लिए ऊंचाई एक इंजन थ्रस्ट के SFC विशिष्ट ईंधन की खपत द्वारा तय की जाएगी आम तौर पर ट्रोपोपॉज़ पर 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर जहां तापमान विचरण लगभग नगण्य है यह बहुत ही कुशल है इसलिए कोई भी जेट चालित विमान हमेशा उस ऊंचाई पर क्रूज़ उड़ान के लिए लड़ेगा जो कि अप्रत्यक्ष रूप से मैं जो बता रहा हूँ rho स्थिर हो जाता है का मतलब है कि 10 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा का घनत्व जब आप दिल्ली से बॉम्बे या चेन्नई तक किसी भी एयरबस या बोइंग विमान में उड़ान भर रहे होते हैं तो आप पाएंगे कि पायलट घोषणा करेंगे कि हम 33000 फीट पर उड़ान भर रहे हैं तो वह ऊंचाई कि बात कर रहा है अगर rho स्थिर है तो समस्या है कि और rho स्थिर है तो इसका मतलब है कि CL जो CDOK है वह भी स्थिर है तो V स्थिर 2WSCL हो जाता है CL यह है और स्थिर है और यह गति बहुत कम आएगी उस क्रूज की गति से जिसकी आपने उम्मीद करी थी आप तेज़ी से जाना चाहते हैं यही कारण है कि उस ऊंचाई पर भी समझौता होगा और ऐसा हो सकता है कि ईंधन की खपत को अधिक महत्व दिया जाए क्योंकि किसी भी तरह से आपको तेज रफ्तार से आगे बढ़ना है यात्री यहां से दिल्ली तक सफर पसंद नहीं करेंगे यदि आप एक घंटे से अधिक समय लेंगे इसलिए यह संभव नहीं है कि आप हर समय इन स्थितियों के साथ उड़ रहे हों तो यह वही समस्या है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था लेकिन TW आप हमेशा पता लगा सकते हैं कि इसकी कितनी ज़रूरत है एक बार जब आप CLCD जानते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि आप हमेशा CD CLCDmax पर उड़ रहे होंगे सही तो यह TW की कहानी है और हमने आपको अलग अलग हवाई जहाज के लिए कुछ नंबर दिए हैं लेकिन एक डिजाइनर के रूप में आपको क्या करना चाहिए अगर आप इस विषय को सीखना चाहते हैं तो किसी मिशन की आवश्यकता के आधार पर आप यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किसी दिए गए विमान के लिए TW कितना होना चाहिए सेसना 206 पाइपर साराटोगा एयरबस ए 320 ले सकते हैं और इस्तेमाल करें और यह देखने का प्रयास करें कि किस प्रकार के CLCD पर आपको उड़ना चाहिए डिजाइनर ने किस तरह का TW रखा होगा और वास्तविक संख्याओं को देखें वे कैसे करीब हैं यह एक डिजाइनर बनने के लिए सीखने का एक हिस्सा है अब एक प्रोपेलर चालित विमान के लिए उस सवाल पर वापस आते हुए जैसे कि हमारे पास प्रोपेलर चालित विमान हैं जिसमें IC इंजन बैक अप है उन्हें पावर हॉर्सपावर के रूप में मूल्यांकन किया जाता है उस हॉर्सपावर का क्या मतलब है यह आपका चैंबर जहां कंबस्शन होता है यह आपका ब्रेक है इस पर आप प्रोपेलर डालते हैं तो ब्रेक पर एक हॉर्सपावर पावर उपलब्ध है अब आप इसको प्रभावी रूप से एक प्रोपेलर की मदद से उपयोग करते हैं तो यह पावर ब्रेक बन जाता है और यह पावर उपलब्ध है जो ब्रेक में पावर के बराबर नहीं है कुछ लॉसेस होंगे जो की ब्रेक में पावर के n गुणा है इस सज्जन पावर से आपकी ईंधन की खपत तय होती है इस से आप कितनी उपयोगी पावर प्राप्त कर सकते हैं ये 𝜂 से तय होगा जो की प्रोपेलर की इफिशिएंसी है तो अब एक जेट संचालित नामकरण के लिए जहां हम थ्रस्ट लोडिंग के बारे में बात करते हैं प्राकृतिक प्रश्न आता है क्या पावर लोडिंग नाम की कोई चीज है इसमें आने से पहले चलिए समझते हैं कि इसे कैसे परिभाषित करा जाए कैसे मैं यह समझने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं कि कैसे पावर को थ्रस्ट मैं बदला जाए और यह पावर क्या है कोई rpm प्राप्त करने के लिए प्रोपेलर के एक्सेलरेशन के अलावा इस पावर की जरूरत मुख्य रूप से ड्रैग के खिलाफ जाने के लिए होती है तो आइए हम पावर लोडिंग को देखें कि यह कैसे पारंपरिक रूप से परिभाषित है हॉर्सपावर और वेट का अनुपात जो की हमारे दिमाग में है हमारे पास वेट और थ्रस्ट का अनुपात है इसलिए स्वाभाविक रूप से जब आप थ्रस्ट को हॉर्सपावर में तब्दील करते हैं तो हमारा दिमाग कहेगा हॉर्सपावर और वेट का अनुपात क्या है यह एक स्वाभाविक सवाल है इसे ध्यान में रखें और देखें कि वास्तव में कैसे चीजें परिभाषित की जाती हैं नहीं तो आप गलतियां कर सकते हैं तो वास्तविक अभ्यास में पावर लोडिंग को विपरीत तरीके से परिभाषित किया गया है W बटा हॉर्सपावर यह क्या है यह महत्वपूर्ण है मन TW कहता है इसलिए हॉर्सपावर बटा वेट लेकिन वास्तव में इसे W बटा हॉर्सपावर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हमारे दिमाग में आता है यह उसके विपरीत है जब आप थ्रस्ट और वेट अनुपात की अवधारणा का विस्तार करते हैं तो यह समझना महत्वपूर्ण है आमतौर पर हवाई जहाज के लिए यह अनुपात 10 से 15 तक हो सकता है एरोबेटिक के लिए यह 6 है यह 6 क्या है यह W बटा हॉर्सपावर है वे विशिष्ट संख्या हैं आप इस संख्या को हवाई जहाज के विभिन्न भार वर्ग के लिए प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह आप समझते हैं कि इससे वेट का भी कोई ना कोई लेना देना जरूर होगा यह बहुत महत्वपूर्ण बात है की क्यों W बटा hp हॉर्सपावर बटा थ्रस्ट से इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं मैपिंग कैसे करूं क्योंकि अगर कोई एक्सेलरेशन है तो मैं केवल फोर्स के संदर्भ में सोचता हूं लेकिन हम अब पावर रेटिंग के माध्यम से मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह फिर से रेमर से है एक प्रोपेलर संचालित विमान थ्रस्ट पैदा करता है बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं लगभग शब्दशः लिख रहा हूँ प्रोपेलर के लिए यह कोई समस्या नहीं है जैसा कि हमने चर्चा की है थ्रस्ट क्या है यह ब्रेक है जिसमें एक पावर ब्रेक हॉर्सपावर होगा मैं एक प्रोपेलर जोडता हूं इसलिए जब प्रोपेलर घूमता है तो यह इस दिशा को हवा फेंकता है और यह एक थ्रस्ट पैदा करता है यह मूल समझ है और आप जानते हैं कि जब एक प्रोपेलर एंगल ऑफ अटैक पर लगभग विंग की तरह घूमता है तो यह इस तरह से जाता है तो यहां एक लिफ्ट है आप इस लिफ्ट की तरह सोच सकते हैं और यहां एक ड्रेग है और इस ड्रैग को मोटर की पावर या जो कोई भी मेकैनिज्म मेरे पास है उससे हराना होगा यदि मैं इस तरीके से देखना चाहता हूं तो मैं np को थ्रस्ट आउटपुट प्रति हॉर्सपावर जो इंजन द्वारा प्रदान की गई है इस रूप में परिभाषित करता हूं तो TW इस प्रकार परिभाषित किया गया है TW PhpW1V 550 550 आप जानते हैं कि इस FPS की हमें जरूरत है 550 क्योंकि हॉर्सपावर को FPS में वॉट में बदलना पड़ता है यह V क्यों आया है हम देख सकते हैं कि आखिरकार जब यह क्रूज़ कर रहा है तो पावर गति और फोर्स का गुणा है इसका उपयोग यहां किया गया है और hp और np का गुणा क्या है वह पावर है जो इस ब्रेक से निकाली गई है कितनी पावर निकाली गई है इसको V से भाग किया गया है क्योंकि यह निरंतर गति से चल रहा है और यह मुझे थ्रस्ट देता है और फिर मैं इसे W से भाग करता हूं तो मुझे TW मिलता है तो आप देख सकते हैं कि TW hp बटा np के आनुपातिक है और यहां एक V है इसलिए जब मैं पावर लोडिंग की कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं तो पावर लोडिंग hp बटा W नहीं है पावर लोडिंग W बटा hp है तो hp बटा W का उल्टा तो यह वह तरीका है जिसे किसी भी मैनुअल में बताया गया है यदि आप देखते हैं यह वह तरीका है जिससे आप अनुभव कर सकते हैं यदि यह मेरी पावर लोडिंग है जो कि इसका इन्वर्स है यह इफिशिएंसी है कि मैं किस गति से आगे बढ़ रहा हूं तो समकक्ष मैं देख सकता हूं कि TW वह है क्योंकि मैं TW में बातचीत कर रहा हूं तो उस गति पर TW इतना है जब मशीन प्रोपेलर इफिशिएंसी np के साथ hp हॉर्सपावर प्रदान कर रही थी तो यह समझ ठीक है तो hp बटा W पावर लोडिंग का इन्वर्स है और विशिष्ट मूल्य अगर मैं आपको TW देता हूं जब मैं TW लिखता हूं तो मैंने अब अनिवार्य कर दिया है कि मुझे समुद्र के स्तर पर स्टेटिक लिखना चाहिए और मैं अलग अलग हवाई जहाज के लिए भी लिखता हूं जेट ट्रेनर के लिए जो मैंने आपको पहले बता दिया था ट्रेनर जेट फाइटर और जेट परिवहन के लिए यह मान TW आमतौर पर 04 होगा यहाँ जेट फाइटर के लिए इसे 09 से अधिक होना होगा और जेट परिवहन के लिए 025 होगा जो कि स्पष्ट है कि जेट फाइटर के लिए TW अधिक है क्योंकि इसे तेज़ एक्सेलेरेट करना होता है जेट परिवहन को एक्सेलेरेट होने के लिए कोई भी जल्दी नहीं होती है और निश्चित रूप से जेट ट्रेनर को थोड़ा और अधिक होना चाहिए क्योंकि आपको बहुत सारे मैन्यूवर सिखाए जाने होते हैं इसलिए हमेने जो भी चर्चा की है आप उसे लागू कर सकते हैं और एक जेट ट्रेनर विमान के आयाम ले सकते हैं और देखें कि आप कितना TW की उम्मीद करेंगे और देखें कि कितना उपयोग किया जा रहा है चूंकि हम पावर लोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैं कहूंगा पावर लोडिंग के लिए हवाई जहाज की श्रेणी भी अलग होगी क्योंकि पावर लोडिंग हम प्रोपेलर संचालित विमानों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास सैल विमान है आपके पास जनरल एविएशन का हवाई जहाज है चलिए ट्विन इंजन लेते हैं इसलिए प्राकृतिक प्रश्न जनरल एविएशन एकल इंजन होगा मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले भी एकल इंजन दिया है और फिर टर्बो प्रोप ट्विन टर्बो प्रोप आता है hp बटा W का विशिष्ट मूल्य कृपया ध्यान दें कि हम hp बटा W के बारे में बात कर रहे हैं मैनुअल में भी hp बटा W ही निर्धारित किया जाता है लेकिन hp बटा W पावर लोडिंग का इन्वर्स है पावर लोडिंग को पारंपरिक रूप से W बटा hp के रूप में परिभाषित किया जाता है तो इस तरह का यह एक मिश्रण है इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए सैल विमान के लिए यह 004 होगा जनरल एविएशन ट्विन इंजन 017 एकल इंजन 007 और ट्विन टर्बो प्रोप 025 इसलिए यदि आप देखते हैं कि पावर लोडिंग के लिए मूल्य क्या है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इसका इन्वर्स लें तो वह W बटा hp होगा जो पावर लोडिंग है जो आमतौर पर 25 होगा यह लगभग 6 होगा यह 14 हो सकता है यह 5 हो सकता है 1 बटा 025 कितना है यह 4 है ट्विन टर्बो प्रोप के लिए hp बटा W आमतौर पर 020 है तो W बटा hp जो इस का इन्वर्स है 5 है और यह इस हवाई जहाज जनरल एविएशन एकल इंजन के लिए है 007 तो 1 बटा 007 100 बटा 7 होगा जो कि 14 के आस पास होगा जो कि सिर्फ इसका इन्वर्स ही है इसलिए एक डिजाइनर के रूप में आप पाएंगे कि कुछ संख्याएँ परिमाण में एक से भी कम हैं तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि आम तौर पर यह पावर लोडिंग का इन्वर्स होता है पावर लोडिंग के मान आम तौर पर इसी तरह के होते हैं तो इस तरह की बात आपके मन में होनी चाहिए आपने ध्यान दिया होगा कि हमने थ्रस्ट लोडिंग और पावर लोडिंग के लिए पहला अनावरण पूरा कर लिया है और हम यह भी जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण एक और पैरामीटर डिजाइन पैरामीटर विंग लोडिंग है इसलिए यदि आप एक हवाई जहाज डिजाइन करना चाहते हैं तो आप यह चुनते हैं कि आपके लिए आवश्यक विंग लोडिंग क्या है ताकि सभी मिशनों को बेहतर तरीके से किया जा सके और आवश्यक थ्रस्ट लोडिंग क्या है और थ्रस्ट लोडिंग और विंग लोडिंग के बीच वह संयोजन क्या है जो आपको सबसे अच्छा परिणाम देता है क्योंकि आपने देखा है कि थ्रस्ट लोडिंग और विंग लोडिंग कई प्रदर्शन गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिए अगले व्याख्यान के बाद मैं विंग लोडिंग पर समय दूंगा और इससे पहले कि हम विंग लोडिंग पड़ें हम फ्लैप पर कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि फ्लैप जब वे विक्षेपित होते हैं तो यह CLmax के मान को बदल देता है और जैसे ही CLmax बदलेगा Vstall बदल जाएगा और अधिकांश पैरामीटर Vstall के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं इसलिए अगली कक्षा में हम पाएंगे कि मैं Vstall के बारे में बात करूंगा मैं फ्लैप के बारे में बात करूंगा और बात करूंगा कि किसी दिए गए फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन के Vstall के लिए आवश्यक विंग लोडिंग क्या है आप यह मत भूलें कि जब आप एक फ्लैप को विक्षेपित करते हैं तो आपको उच्च CLmax मिलता है लेकिन आपको अधिक ड्रैग भी मिलता है तो आपके लिए क्या उपयुक्त है और यदि आप अधिक जटिल फ्लैप लगाते हैं तो रखरखाव एक मुद्दा बन जाता है मैं कैसे संभालता हूं मैं किस प्रकार के विमान का चयन करता हूं इस प्रकार के फ्लैप्स उन सभी चीजों के बारे में हम कुछ ऐतिहासिक डेटा देते हुए चर्चा करेंगे